पिछले लेक्चर में हमने बेसिक इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल प्रस्तुत किया जिसका स्टॉक का समय के साथ संबंध इस रेखा चित्र में दिखाया गया है इसलिए Q इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या वह मात्रा है जो हम आर्डर करते हैं हर बार जब हम आर्डर देते हैं इसलिए मॉडल निम्नानुसार काम करता है मान लेते हैं कि हमें अभी अभी Q इकाइयाँ प्राप्त हुई हैं जो पहले आर्डर की जा चुकी हैं हम इंस्टैन्टेनियस रिप्लेनिशमेंट भी मानते हैं जिसका अर्थ है जैसे ही ऑर्डर किया जाता है आइटम आ जाते हैं और फिर हम इन वस्तुओं को D की दर से उपभोग करते हैं जब तक कि स्टॉक की स्थिति 0 तक नहीं पहुंच जाती है और फिर हम एक और आर्डर देते हैं और तुरंत यह Q प्राप्त करते हैं और यह प्रक्रिया सतत रूप से चलती रहती है हमने Q के लिए भी एक व्यंजक प्राप्त किया है और हमने व्युत्पन्न किया है कि Q √ 2DCoCc जहाँ D वार्षिक मांग है C naught आर्डर की लागत है और C c इन्वेंटरी को रखने या वहन करने की लागत है यह सूत्र तब प्राप्त हुआ था जब हमने इस कुल लागत के व्यंजक का न्यूनतमीकरण करने की कोशिश की थी कुल लागत TC DQ Co Q2 Cc है अब यह कुल लागत इन्वेंट्री की कुल वार्षिक लागत है और इस मॉडल में दो प्रासंगिक लागतें हैं ऑर्डर करने की लागत और इन्वेंट्री वहन करने की लागत है हम शॉर्टेज की लागत पर विचार नहीं करते हैं क्योंकि हमारी अवधारणाओं में से एक है कोई शॉर्टेज या बैक ऑर्डर की अनुमति नहीं है जिसका अर्थ है कि यह स्टॉक स्थिति ठीक 0 पर आ जाएगी यह उससे आगे नहीं जाएगी तो यह केवल 0 तक ही आएगा इसलिए किसी प्रकार की शॉर्टेज की अनुमति नहीं है हम आइटम की वास्तविक लागत को शामिल कर सकते हैं या नहीं करें हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि वस्तु की वास्तविक लागत प्रति वर्ष C x D है यह प्रति वर्ष या प्रति दी गई समयावधि है तो यह D x C होगा यदि यह प्रति वर्ष है और यह ऑर्डर की मात्रा Q पर निर्भर नहीं करता है इसलिए जब हम इस को डिफरेंशिएट करते हैं तो DxC कुछ भी योगदान नहीं देता है और यह प्रथागत है कि हम वह व्यंजक छोड़ देते हैं जिसमें आइटम की वास्तविक लागत शामिल है और केवल ऑर्डर करने की लागत और वहन लागत पर विचार करें और फिर अनुकूलन करें अब हम इस सूत्र और इस सूत्र के उपयोग के बारे में कुछ और चीजों को समझने के लिए एक संख्यात्मक उदाहरण का उपयोग करते हैं अब एक उदाहरण लेते हैं जहां D जो कि आइटम की वार्षिक मांग है 10000 प्रति वर्ष है Co जो कि ऑर्डर करने की लागत है 300 रुपये प्रति आर्डर है C जो कि आइटम की एक इकाई की कीमत है रुपये 20 प्रति यूनिट है और i ब्याज दर है जो कि 20 प्रतिशत है तो C c को अब इस प्रकार परिभाषित किया जाएगा i x C 20 रुपये का 20 प्रतिशत होगा जो प्रति वर्ष 4 रुपये प्रति यूनिट है अब जब हम इस फॉर्मूले को लागू करते हैं तो D C naught और C c के मान 10000 300 और 4 हैं इसलिए हम Q को पाने के लिए इस फॉर्मूले को लागू करते हैं जहां Q 2 x 1000 x 300 4 के मूल के बराबर है जो सरलीकरण पर हमें हल 122474 इकाइयाँ देगा हम पहले ही देख चुके हैं कि Q √ 2DCoCc हम केवल धनात्मक मात्रा लेते हैं हम ऋणात्मक मात्रा नहीं लेते हैं क्योंकि Q एक ऑर्डर की मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है इसलिए आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के रूप में 122474 इकाइयां मिलती हैं अब इसका मतलब यह है कि जब भी हम ऑर्डर देंगे हम 122474 इकाइयों के लिए ऑर्डर देंगे निश्चित रूप से हमारे पास सवाल होंगे कि मैं एक इकाई के एक अंश के लिए कैसे ऑर्डर कर सकता हूं इत्यादि जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम उन सवालों के जवाब देंगे लेकिन अभी इस सूत्र के आधार पर हम कहते हैं कि हर बार जब हम एक ऑर्डर देते हैं तो 122474 इकाइयों के लिए ऑर्डर देते हैं अब हम कोशिश करते हैं और इसके साथ जुड़े लागत का पता लगाते हैं इसलिए हमें इस कुल लागत को प्राप्त करने के लिए D C o और C c के अलावा Q का मान 122474 के बराबर रखना होगा अब 122474 को स्थानापन्न करने के बजाय आइए हम इस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के मान को स्थानापन्न करने का प्रयास करें इसमें Q के लिए समीकरण और इस कुल लागत की गणना एक फलन के रूप में की जाती है जो सीधे Q का उपयोग नहीं करता है आइए हम इसे D Co और Cc के संदर्भ में गणना करते हैं इसलिए आइए हम पीछे जाएं और स्थानापन्न करें अब कुल लागत TC DQ Co Q2 Cc और Q √ 2DCoCc इसलिए प्रतिस्थापन और सरलीकरण पर हम √DCoCc √2 √DCoCc √2 प्राप्त करेंगे और सरलीकरण पर हम √DCoCc √2 √DCo Q2 Cc प्राप्त करेंगे तो Q √2DCoCc तो सरलीकरण पर C c पर यह मूल और C c cancel हो जाएंगे इसलिए हमें √DCoCc √2 यह अभिव्यक्ति मिलती है यह आगे के सरलीकरण पर आपको 2 √DCoCc √2 देगा जो हमें √2DCo Cc देगा तो अब हम कुल लागत को केवल ज्ञात मापदंडों के संदर्भ में लिख सकते हैं जो कि D Co और Cc हैं और गणना की गई संख्या के संदर्भ में नहीं हैं जो Q है इसलिए इष्टतम पर कुल लागत न्यूनतम कुल लागत जो हम खर्च करेंगे वह है √ 2DCoCc और हमारे उदाहरण में जब हम स्थानापन्न करते हैं तो हमें √ 2x 10000 x 300 x 4 जो सरलीकरण पर हमें प्रति वर्ष 489898 रुपये देगा अब यह मात्रा आइटम की वास्तविक लागत वस्तु की वास्तविक लागत को शामिल नहीं करती है अगर हम 1 वर्ष की अवधि लेते हैं तो 10000 प्रति वर्ष की मांग होगी 20 प्रति इकाई मूल्य है इसलिए 200000 मद की वास्तविक लागत होगी इसलिए यदि हम कहते हैं कि कुल इन्वेंट्री की लागत 489898 है तो इसका मतलब है हम केवल एक वर्ष के लिए ऑर्डर करने की लागत और वहन लागत को ही दे रहे हैं और हमने आइटम की वास्तविक लागत को शामिल नहीं किया है यदि हमने कहा कि 20489898 इसका मतलब है हमने प्रति वर्ष वस्तु की वास्तविक लागत को भी जोड़ा है अब इस सूत्र से हम एक बहुत ही दिलचस्प बात का भी पता चलता है कि उस इष्टतम पर जब हम √ 2DCoCcका प्रतिस्थापन करते हैं इष्टतम में ऑर्डर लागत और वहन करने की लागत के घटक बराबर हैं इसलिए जब हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के मूल्य का पता लगाने के लिए यह अनुकूलन करते हैं तो हम अनिवार्य रूप से Q के उस मूल्य का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके लिए ऑर्डर की लागत वहन करने की लागत के बराबर है इसलिए कुल लागत ऑर्डर लागत और वहन लागत का 2 गुना है जो इस व्यंजक पर आता है अब आइए हम एक ग्राफ भी बनाते हैं जो कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी दर्शाता है तो अब अगर हम लागत के मुकाबले ऑर्डर मात्रा को देखें अब ऑर्डर की लागत DQCo है D और C ज्ञात है Q अज्ञात है तो यह स्थिरांक में Q का भाग है जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो हम इस तरह का कर्व प्राप्त करेंगे यह ऑर्डर कॉस्ट कर्व होगा यह एक आयताकार हाइपरबोला होगा जो हमें दिखाएगा ऑर्डर की लागतDQCo वहन करने की लागत Q2Cc यह ऑर्डर लागत है जो कि स्थिरांक का Q से गुणा है इसलिए यह एक रेखा है जो मूल से गुजरती है इसलिए वहन करने की लागत इस तरह होगी अब हमने पहले ही कहा है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वह बिंदु है जहां ऑर्डर की लागत वहन करने की लागत के बराबर है जो हमें यहां से मिला है वे बराबर हैं तो यह इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है जहां दोनों कर्व प्रतिच्छेद करते हैं इसे मैं Q कहता हूं जो कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है आप लिख सकते हैं Q बराबर है Q के सर्वश्रेष्ठ मूल्य को Q कहा जाता है और यह वह स्थान है जहां कुल लागत का न्यूनतमीकरण होता है क्योंकि हम इसे जो कि न्यूनतम मान है को कुल लागत के फलन में प्रतिस्थापित कर रहे हैं तो हमारे पास ये दोनों समान हैं यह बिंदु है कुल लागत कर्व वास्तव में इस तरह दिखाई देगा अब यह TC है यह √2DCoCc है इसलिए कुल लागत इसका 2 गुना है और यह इसी Q के लिए होता है तो लागत इस प्रकार होती है यह C c वहन करने की लागत है यह TC ऑर्डर की लागत वहन करने की लागत के बराबर है अब कुछ सरल प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करते हैं एक यह है कि जब हमने यह गणना की थी तब हमें पता चला है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 122474 है तो पहला सवाल जो हम पूछेंगे क्या हम इस ऑर्डर मात्रा Q को एक सतत चर के रूप में मानने के लिए उचित हैं जब हमने इसे डिफरेंशिएट किया और फिर हमने इसे 0 पर सेट किया जब हमने पहला व्युत्पन्न 0 सेट किया न्यूनतम मान को खोजने के लिए तो हम मानते हैं कि Q सतत चर है अब हम मान लेते हैं कि हमने Q को एक सतत चर के रूप में लिया Q की एक निरंतर चर होने की धारणा को इसके लिए गणितीय व्युत्पत्ति की आसानी को देखते हुए बनाया गया था यदि Q को पूर्णांक चर के रूप में परिभाषित किया जाना था तो इसे प्राप्त करने की पद्धति भिन्न होगी चूंकि सुविधा के लिए हम Q को एक सतत चर के रूप में परिभाषित करते हैं हम आसानी से पहली व्युत्पन्न को 0 पर सेट कर सकते हैं और मान प्राप्त कर सकते हैं और दिखाते हैं कि दूसरा व्युत्पन्न धनात्मक है जो यह दिखाता है कि यह मान वास्तव में Q के प्लस मान के लिए एक न्यूनतम है अब इस वजह से हम यह भी मान लेते हैं कि 122474 जैसे एक संख्या प्राप्त होगी जो सवाल खड़ा करता है मैं आइटम की एक आंशिक मात्रा कैसे आर्डर कर सकता हूं तो शायद सबसे सरल बात यह है कि इसका सन्निकटन करें और इसे निकटतम संख्या में बदल दें जो कि 1225 हो सकता है और हम देखते हैं कि कुल लागत का क्या होता है क्या यह पूर्ण न्यूनतम से बहुत अलग है अगर हम 1225 को देखते हैं तो आइए हम कुछ त्वरित गणनाएं करने की कोशिश करें इसलिए जब Q 1225 के बराबर होता है TC बराबर होता है हमें यहां 1225 स्थानापन्न करने की आवश्यकता है तो TC 10000X3001225 1225 x 42हो जाएगी अब जब हम Q को 1225 के बराबर करते हैं जो कि उसका ऊपरी पूर्णांक मान या 122474 के निकटतम पूर्णांक मान है और हम 1225 यहाँ के साथ साथ यहाँ भी प्रतिस्थापित करते हैं कुल लागत है 489898 पर बनी हुई है जो पूर्ण न्यूनतम है इसलिए 122474 और 1225 के बीच बिल्कुल नुकसान नहीं है इसलिए 122474 को लागू करने के बजाय हम 1225 को लागू कर सकते हैं अगर हमें Q को पूर्णांक के रूप में रखना है फिर एक अगला सवाल आता है क्या अब मेरा विक्रेता 1225 की आपूर्ति कर सकता है मान लीजिए कि मेरा विक्रेता केवल 100 के गुणकों में आपूर्ति करने को तैयार है तो मुझे 1200 पर विचार करना होगा या मुझे 1300 पर विचार करना होगा जो भी न्यूनतम हो तो आइए हम कोशिश करते हैं और 1200 के बराबर Q के लिए TC का मूल्यांकन करें अब TC हो जाएगा 10000 x 300 1200 इसलिए 300 1200 4 है इसलिए 10000 4 2500 है और हमारे पास 1200 2 600 है 600 x 4 2400 है अतः TC 4900 के बराबर है अब यहां मैं विशेष रूप से ऑर्डर लागत घटक और वहन लागत घटक दिखा रहा हूं अब यदि Q 1300 के बराबर है तो TC 10000 x 300 के बराबर है जो 1300 से विभाजित होकर 490769 हो जाता है आइए हम केवल एक और गणना या दो और गणनाओं को देखें मान लें कि विक्रेता केवल 2000 दे सकता है और विक्रेता 4000 पर दे रहा है जबकि विक्रेता 1000 के गुणकों में दे रहा है तो हम कहें कि हम तीन संख्याएँ देख रहे हैं Q 1000 के बराबर Q 2000 के बराबर Q 4000 के बराबर अब Q 1000 के बराबर पर जिसका अर्थ है विक्रेता 1000 के गुणक में दे रहा है यहाँ 10000 1000 जो 10 है 10 x 300 जो 3000 से अधिक है 1000 को 2 से विभाजित किया गया है 500 500 x 4 है 2000 5000 है जबकि विक्रेता हमें केवल 2000 में देगा तो यह 10000 को 2000 से विभाजित किया जाएगा जो कि 5 है 5 x 300 है 1500 2000 को 2 से विभाजित 1000 है 1000 x 4 4000 है जो 5500 है अब अगर विक्रेता हमें केवल 4000 देगा तो यह 4000 10000 x 300 4000 हो जाएगा इसलिए यह ढाई है ढाई x 300 जो कि 750 है और 4000 को 2 से विभाजित किया गया है 2000 x 48000 यह 8750 है अब हमें कुछ चीजों को समझने की कोशिश करते हैं जो हमने यहां गणना की है और हमें इनमें से कुछ को ग्राफ में दिखाने की कोशिश करते हैं और इस ग्राफ से थोड़ा समझने की कोशिश करें अब हमने जो सबसे पहला काम किया उसे निकटतम नंबरों के लिए राउंड ऑफ किया हमने 1225 की कोशिश की जब हमने महसूस किया कि यह सिर्फ समान है कुल लागत समान है इसलिए यदि आपूर्तिकर्ता 1 या किसी पूर्णांक मात्रा के गुणकों में दे सकता है तो 1225 ऑर्डर करना वास्तव में किफायती है तो पहले हमें यह समझना है कि हमें इस तथ्य के बारे में वास्तव में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे पास एक आंशिक संख्या या एक दशमलव संख्या है यह अगले उच्चतम पूर्णांक के लिए राउंड ऑफ हो सकता है और कुल लागत में कोई बदलाव नहीं है फिर हम 100 के गुणकों को देखना शुरू करते हैं फिर हमने दो निकटतम संख्याओं को देखा जो कि 1200 और 1300 हैं और हमें वास्तव में पता चलता है कि 1200 के लिए कुल लागत 4900 थी जो पहले वाले की तुलना में शायद ही एक रुपया अधिक है और यह बिल्कुल नगण्य है वृद्धि बिल्कुल नगण्य है 01 प्रतिशत के ऑर्डर की भी नहीं यह उससे बहुत कम है इसलिए कोई 1200 का भी उपयोग कर सकता है और भले ही हम इसे 100 के उच्च स्तर तक राउंड ऑफ करें जो कि 1300 है जो कि लगभग 75 की वृद्धि है हमें अभी भी यह एहसास है कि कुल लागत सिर्फ 4907 हो गई है जो सिर्फ 8 रुपये अधिक है तो वृद्धि 5000 पर 8 रुपये है जो कि 1000 पर 16 रुपये और 100 पर 016 रुपये है इसलिए यह 016 वृद्धि है तो वहाँ 016 प्रतिशत की वृद्धि है अगर 75 x1001200 है जो लगभग 6 प्रतिशत की वृद्धि है ऑर्डर मात्रा में हमें कुल लागत में 016 प्रतिशत की वृद्धि दे रहा है जो कहीं न कहीं यह भी दर्शाता है कि कुल लागत कर्व इष्टतम के पास समतल है जो कि हमने कोशिश की है यहाँ दिखाने के लिए यह इस क्षेत्र में यहाँ काफी समतल है इसलिए भले ही आप इस Q के क्षेत्र में थोड़ा फेरबदल करते हैं TC यह बहुत अधिक नहीं बढ़ता है उदाहरण के लिए भले ही हम 1000 और 2000 पर जाएं जो कि दो सबसे निकटतम 1000 के स्तर है यदि आप इसे अनुमानित करना चाहते हैं तो आपको पता चलता है कि 1000 के लिए कुल लागत 5000 है जो लगभग 100 रुपये की वृद्धि है लेकिन 2000 के लिए यह लगभग 600 रुपये की वृद्धि है जो थोड़ा महत्वपूर्ण है अब हम यहां 10 प्रतिशत के लगभग की बात कर रहे हैं यहाँ आप अभी भी 10 प्रतिशत के ऑर्डर की बात नहीं कर रहे हैं आप अभी भी यहाँ 2 प्रतिशत के लगभग की बात कर रहे हैं और अगर आप वास्तव में इसे बढ़ाकर 4000 कर रहे हैं तो यह वह जगह है जहां आप लगभग 70 80 प्रतिशत की बहुत बड़ी वृद्धि की बात कर रहे हैं तो जब तक यह Q कहीं न कहीं है जब तक कोई ऑर्डर मात्रा Q Q के पास है तो Q स्टार के दोनों ओर 10 प्रतिशत के लिए आपको पता चलता है कि यह न्यूनतम के पास बहुत समतल है और इसलिए प्रभाव लागत में वृद्धि बहुत अधिक नहीं है केवल जब आप ऑर्डरिंग मात्रा को इस से काफी दूर ले जाते हैं या तो इस तरफ या इस तरफ आपको पता चलता है कि कुल लागत बहुत अधिक है उदाहरण के लिए यदि यह 122474 है तो हम कहें कि 4000 यहां कहीं है और इसलिए हमने देखा कि यह ऊपर चला गया कुल लागत में वृद्धि हुई अब जब यह 4000 है तो आप यह भी महसूस करते हैं कि कुल लागत बढ़ गई है आप देखते हैं कि ऑर्डर की लागत छोटी है वहन की लागत बड़ी है जैसे जैसे आप Q स्टार के दाईं ओर बढ़ते हैं वहन करने की लागत बढ़ने वाली है ऑर्डर की लागत कम होने जा रही है उदाहरण के लिए यदि आप 1300 को देखते हैं तो ऑर्डर की लागत में कमी आ रही है वहन लागत बढ़ती जा रही है 2000 को देखते हैं ऑर्डर की लागत में कमी आ रही है वहन लागत बढ़ती जा रही है 4000 को देखते हैं को देखते हैं ऑर्डर की लागत में कमी आ रही है वहन लागत बढ़ती जा रही है इसलिए यदि ऑर्डर की मात्रा कम है तो Q स्टार जैसे 1000 देखें कि ऑर्डर की लागत बढ़ रही है और वहन लागत कम हो रही है तो यदि आप इसके बाईं ओर हैं तो आप महसूस करते हैं कि ऑर्डर कॉस्ट का हिस्सा अधिक है कैरींग कॉस्ट का हिस्सा कम है लेकिन कुल लागत हमेशा अधिक होगी क्योंकि यह यहां न्यूनतम है इसलिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी सूत्र से एक महत्वपूर्ण सबक यह है कि यह न्यूनतम पर बहुत सपाट है और इसलिए किसी को यहां आने वाले दशमलव या अंश के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कोई भी इसे आसानी से निकटतम 100 तक ले जा सकता है और फिर भी बहुत अधिक लागत नहीं लग रही है अगली बात जो हमें देखने की जरूरत है अगर हम 122474 इकाइयों को ऑर्डर कर रहे हैं तो हर बार हम ऑर्डर देते हैं अब एक वर्ष में हम 10000 122474 का ऑर्डर देंगे ऑर्डर की संख्या एन 10000 122474 के बराबर है यह 10000 वार्षिक मांग है जो यहां दिखाई गई है इसलिए मेरी 10000 की मांग है हर बार मैं 122474 के लिए एक ऑर्डर देता हूं इसलिए मुझे 10000 122474 ऑर्डर प्रति वर्ष जो सरलीकरण पर हमें प्रति वर्ष 817 ऑर्डरों की तरह कुछ देगा अब यह एक और सवाल उठता है कि क्या प्रति वर्ष ऑर्डरों की संख्या पूर्णांक होनी चाहिए या यह पूर्णांक नहीं होना चाहिए ऐसा करने के लिए आसान तरीका यह है कि इसे पूर्णांक होने दें इसलिए मैं एक वर्ष में 8 बार ऑर्डर देता हूं इसलिए मोटे तौर पर मैं कहता हूं मैं हर डेढ़ महीने में ऑर्डर देता हूं तो 8 में एक डेढ़ 12 है इसलिए मैं लगभग हर डेढ़ महीने में ऑर्डर करता हूं और यह भी सुविधाजनक है कि अगर हम इसे प्रति वर्ष 8 ऑर्डर के रूप में बनाते हैं तो ऑर्डर की मात्रा 10000 8 हो जाएगी जो 122474 के बजाय 1250 है 1250 एक बहुत अधिक सुविधाजनक संख्या है और हमने यहाँ पहले ही देख लिया है कि यह 1200 हो या 1300 हो हम अभी भी 4900 से 4907 की सीमा में हैं जो कि मुश्किल से 4800 पर 10 रुपये है इसलिए यह हमेशा संभव है कि सुविधा के लिए यहां एक पूर्णांक संख्या हो और जब हमारे पास एक पूर्णांक संख्या होती है और यदि यह 10000 की तरह एक बहुत ही सुविधाजनक संख्या होती है तो ऑर्डर मात्रा भी एक बहुत ही सुविधाजनक संख्या बन जाती है या भले ही यह एक सुविधाजनक संख्या नहीं बनती है या यह एक अंश या दशमलव है इसे हमेशा दोनों ओर निकटतम 100 तक राउंड ऑफ किया जा सकता है जैसे कि इस तथ्य के बारे में कोई नियम नहीं है कि यह पूर्णांक होना चाहिए या पूर्णांक नहीं होना चाहिए इसका सीधा सा मतलब है कि अगर यह प्रति वर्ष 817 ऑर्डर है और यदि वर्ष में 365 शामिल हैं तो 47 दिनों में मैं एक ऑर्डर देता हूं इसलिए प्रत्येक 47 दिन या हर 46 दिनों में मैं एक ऑर्डर देता हूं साथ ही 1 दिन अधिक या कम कुछ भी मायने नहीं रखता है ऑर्डर मात्रा को समायोजित किया जा सकता है लेकिन हमने इससे जो सीखा वह यह है कि भले ही इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के वास्तविक परिणाम जैसे कि 1224 4898 कभी कभी या कई बार वे ठीक वैसे ही लागू नहीं हो सकते हैं जैसे वे हैं लेकिन महत्वपूर्ण सीख यह है कि हमें अपने ऑर्डर की मात्राओं को यथासंभव इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के करीब लाने की आवश्यकता है अन्य व्यवरोध और विचारों को ध्यान में रखते हुए ताकि वास्तविक लागत अभी भी इस 489898 के आसपास हैं यह हो सकता है यह हो सकता है कभी कभी यह ऐसा हो सकता है कभी कभी यह भी हो सकता है लेकिन यह ऐसा नहीं होना चाहिए इसलिए अगर अभी हमारे पास एक वेंडर है जो हमें केवल 4000 दे रहा है जिसकी वजह से हम 8750 खर्च कर रहे हैं यदि हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी करते हैं और समझते हैं कि यह कहीं 5000 के आस पास है तो अगली चीज़ जो हमें करना चाहिए वह यह देखना है कि क्या हमारा विक्रेता यह 1000 दे सकता है ताकि हमें 5000 की लागत मिल सके अन्यथा हमें एक अन्य विक्रेता से लेने की कोशिश करनी चाहिए जो 1000 दे सकता है और इस मद पर प्रति वर्ष अतिरिक्त 5000 खर्च कर सकते है बजाय 4000 एक समय पर खरीद कर और उस पर 8750 खर्च करें यह इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी सूत्र से सबसे महत्वपूर्ण सीख है अब हम अगले मॉडल पर जाते हैं दूसरा मॉडल पहले मॉडल के समान है सिर्फ एक अवधारणा में छूट देने के अलावा पहले वाले मॉडल या पहले मॉडल में हमने चार्टेज या बैकऑर्डरिंग की अनुमति नहीं दी अब हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कम से कम गणितीय रूप से जब हम बैकऑर्डरिंग की अनुमति देते हैं तो क्या होता है हमने चार लागतों को परिभाषित किया हमने उनमें से केवल तीन का उपयोग किया हमने यह भी दिखाया कि तीनों में से एक निर्णय को प्रभावित नहीं करता है आइटम की वास्तविक लागत निर्णय को प्रभावित नहीं करती है हमने बैकऑर्डर या चार्टेज लागत को छोड़ दिया इस धारणा के कारण कि कोई बैकऑर्डर नहीं है अब आइए हम कुछ अतिरिक्त लागत पर कुछ बैकऑर्डरिंग की कोशिश करें और देखें कि यह मॉडल कैसे व्यवहार करता है तो अब हम क्या करते हैं यह मान लेते हैं कि हम यहां कहीं से शुरू करते हैं इसलिए हम उपभोग करते हैं हम उस बिंदु पर पहुंच जाते हैं जहां स्टॉक की स्थिति 0 है हम इंस्टैन्टेनियस रिप्लेनिशमेंट भी मानते हैं जिसका अर्थ है अगर मैं यहां एक ऑर्डर देता हूं तो यह तुरंत प्राप्त करते हैं जो हमने पहले के मॉडल में किया था अब हम कुछ बैकऑर्डरिंग की अनुमति देने जा रहे हैं इसलिए हम यहां ऑर्डर नहीं देते हैं हम बैकऑर्डरिंग की अनुमति देते हैं हम कुछ बैकऑर्डर करते हैं फिर हम Q के लिए एक ऑर्डर करते हैं एक ऑर्डर मात्रा Q के लिए जिसे तुरंत फिर से भरना है तो फिर से इसकी पूर्ति होती है पुनःपूर्ति के बाद यह इस बिंदु पर पहुंच जाता है वह बिंदु जहां हमने शुरू किया था इसलिए एक बार फिर हम D की दर से उपभोग करते हैं जैसे कि हमने क्या किया एक बार फिर से कुछ बैकऑर्डर बनाएं और इस बिंदु पर आप Q के लिए ऑर्डर देते हैं और इसे तुरंत पुनः प्राप्त करते हैं और फिर यह आगे बढ़ता है तो अब यह समय है यह मात्रा है अब हम कुछ अतिरिक्त संकेतों का उपयोग करने जा रहे हैं अब यह हिस्सा यह मात्रा जिसे हम यहां ऑर्डर करते हैं यह Q है इसलिए Q यहाँ से शुरू होता है यही हम ऑर्डर देते हैं तो यह Q ऑर्डर मात्रा है अब यह हिस्सा जो कि बैकऑर्डर हिस्सा है s कहलाता है और जिस स्तर तक इन्वेंट्री का निर्माण होता है उसे Im मैक्स इन्वेंट्री कहा जाता है जो यहां है तो स्पष्ट है Q Im s के बराबर है मान लीजिए कि यह एक चक्र है जिसे हम T कहते हैं और यह चक्र दोहराता है अब इस चक्र के अब दो भाग हैं इस भाग को T 1 कहा जाता है जहाँ इन्वेंट्री होती है और इस भाग को T 2 कहा जाता है जहाँ बैक ऑर्डर होता है और T 1 plus T 2 T के बराबर होता है इसलिए अब वहाँ हैं चार लागतें जो हमारे पास होंगी इसलिए मान लीजिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी Q या हमारे द्वारा ऑर्डर की जाने वाली मात्रा Q है तो ऑर्डर कॉस्ट घटक है इसलिए कुल लागत TC में सभी चार लागतें हैं ऑर्डर लागत प्लस वहन करने की लागत प्लस शॉर्टेज लागत प्लस आइटम लागत अब Q वह चर है जो ऑर्डर की मात्रा है I m एक चर है s एक चर है लेकिन वे संबंधित हैं Q Im s के बराबर है अब अगर हम एक वर्ष के लिए इस कुल लागत की गणना करने जा रहे हैं तो आइटम की लागत D x C होने वाली है इसलिए आइटम की लागत में कोई भी चर Q I m या s नहीं होगा इसलिए जैसे कि हमने पहले वाला मॉडल में किया था हम आइटम की लागत को छोड़ देते हैं इसलिए इस मॉडल की तीन लागतें हैं पहले वाले मॉडल में हमारी दो लागतें थीं इसलिए यदि D वार्षिक मांग है और Q वह मात्रा है जिसे हम ऑर्डर देते हैं तो प्रति वर्ष ऑर्डरों की संख्या DQ होगी जैसे कि हमने पिछले मॉडल में की थी ऑर्डर की लागत Co है इसलिए DQ Co हमारी प्रति वर्ष कुल ऑर्डर लागत है अब हमें प्रति वर्ष कुल वहन लागत को देखने की जरूरत है व्यापक या सामान्य परिभाषा में यह औसत इन्वेंटरी x इन्वेंटरी वहन करने की लागत है पहले यह Q 2 Cc था अब हमें औसत इन्वेंट्री के मान की गणना करना है फिर अगर हम कोई चक्र लेते हैं तो उस चक्र में जो कुल इन्वेंट्री है वह इस कर्व के नीचे का क्षेत्र है जो कि I m x t 1 का आधा है इसलिए यह इन्वेंट्री अवधि t 1 के लिए रखी जाती है और यह चक्र का बैकऑर्डर हिस्सा है इसलिए कोई इन्वेंट्री नहीं है तो अवधि t 2 के लिए शून्य इन्वेंट्री रखी जाती है औसत इन्वेंट्री Im 2 है वैसे ही जैसे कि हमें पहले Q 2 मिला I m 2 की औसत इन्वेंट्री को t1 अवधि के लिए रखा औसत इन्वेंट्री 0 अवधि t 2 के लिए रखी जाती है इसलिए किसी भी बिंदु पर औसत इन्वेंट्री Im 2 t1 t1 t2 होगी मुझे फिर से दोहराने दें एक चक्र में रखी कुल इन्वेंट्री का क्षेत्र है यह त्रिभुज ½ I m t 1 है इसलिए कुल इन्वेंट्री को t 1 की कुल अवधि के लिए रखा जाता है और 0 इन्वेंट्री को t 2 अवधि के लिए रखा जाता है इसलिए औसत इन्वेंट्री Im 2 t1 0 t2t1 t2 है सरल करने पर यह औसत इन्वेंट्री है Im2 t1t1 t2 इसे इन्वेंट्री होल्डिंग लागत जो कि Cc है से गुणा किया जाता है इसी तरह से औसत शॉर्टेज या बैकऑर्डर है बैकऑर्डर t 1 के लिए 0 है t 2 के लिए बैकऑर्डर s 2 है इसलिए 0t1 s t2t1 t 2 जो सरलीकरण पर s 2 t2 t1 t2 बैकऑर्डर लागत देगा जिसे Cs के रूप में परिभाषित किया गया है इसलिए आइए अब C s को परिभाषित करते हैं जो कि बैक ऑर्डर की लागत है और यह अभी C c के समान इकाइयों के साथ परिभाषित किया गया है तो यह रुपये प्रति यूनिट प्रति वर्ष होगा Cs और Cc में समान इकाइयाँ होंगी रुपये प्रति यूनिट प्रति वर्ष ध्यान दें पहले मॉडल में यह Q 2Cc में था अब यह Im 2 t1 t1 t2 है मूल प्रेरणा यह है कि यदि आप एक चक्र लेते हैं तो चक्र का वह भाग जो t 1 है वह समय है जहां हम इन्वेंट्री रखते हैं और चक्र का शेष भाग जो कि t 2 है वह है जहां बैकऑर्डर है इसलिए इन्वेंट्री भाग में इन्वेंट्री कर्व का क्षेत्र होगा Im 2t1t1 t2 s2 t2 t1 t2 तो अब TC के लिए कई चर हैं अब इसमें Q है जो अज्ञात है इसमें I m है जो अज्ञात है इसमें t 1 है जो अज्ञात है t 2 जो अज्ञात है और s जो अज्ञात है लेकिन अज्ञात चर में कुछ संबंध हैं हमने पहले ही देखा है कि I m s Q के बराबर है और t 1 t 2 एक T के बराबर है जिसका हमने उपयोग नहीं किया है तो हम कुछ इसी तरह की त्रिभुज का उपयोग करके इसे थोड़ा सरल बनाने की कोशिश करते हैं अब इसी तरह के समान त्रिभुजों से t 1 t 1 t 2 I m I m s के बराबर है t 1 t 1 t2 I m I m s के बराबर है लेकिन I m s Q है इसलिए यह D QCo Im2 t1t1 t2 बन जाएगा I अब I m Im s जो कि Im Q बन जाएगा इसलिए यह 2 2Q C c बन गया इसी तरह t2 t 1 t2 s s I m के बराबर है यह t 2 t 1 t2 sQ देगा इसलिए सरलीकरण पर यह s वर्ग देगा यहाँ s2 है इसलिए s22 Q C s है मैं इसे फिर से समझाता हूं जब हमने इस हिस्से की गणना की जो कि बैकऑर्डर 1भाग है एक चक्र में औसत बैकऑर्डर है चक्र के टी 1 भाग के लिए कोई बैकऑर्डर नहीं है चक्र के इस हिस्से के लिए कुल बैकऑर्डर है कर्व के नीचे का क्षेत्रफल ½ s t 2 t1t2 है इसलिए किसी भी समय बिंदु पर औसत बैक ऑर्डर ½ s t 2 t1 t2 है इसे बैकऑर्डर लागत से गुणा करने पर यह Cs होता है तो सरलीकरण पर t2 t1 t2 s Im s जो कि s Q के बराबर है इसलिए यह भाग s Q हो जाता है इसलिए यह s2 2 Q Cs बन जाता है तो अब हम इसमें से t1 और t2 को समाप्त कर रहे हैं क्योंकि वे भी निर्भर हैं Im और s पर इसलिए हमने इन को समाप्त कर दिया है अब हमारे पास केवल तीन अज्ञात हैं जो Q I m और s हैं और हम यह भी जानते हैं कि वे संबंधित हैं क्योंकि Q Im s के बराबर है तो अब हम क्या करते हैं हम I m को समाप्त करते हैं I m को Q s से प्रतिस्थापित करके तो हमें DQ Co 2 2Q s22Q Cs तो इस तरह से हमने अब I m को भी हटा दिया है I m को Q s से प्रतिस्थापित करकेI इसलिए हमारे पास केवल दो अज्ञात हैं जो Q और s हैं दो अज्ञात हैं कितना ऑर्डर करना है जो ऑर्डर मात्रा है और बैकऑर्डर का स्तर क्या है जो कि बैक ऑर्डर लेवल है इसलिए Q और s दो अज्ञात हैं और अब इस व्यंजक में कोई निर्भरता नहीं है सभी आश्रितों को समान त्रिभुजों का उपयोग करके प्रतिस्थापन द्वारा और साथ ही Q I m s का उपयोग करके ध्यान रखा गया है इसलिए अब हम इसको Q और s के दो इष्टतम मानों को प्राप्त करने के लिए Q और s के संदर्भ में आंशिक रूप से डिफरेंशिएट कर सकते हैं तो हम ऐसा करते हैं इसलिए पहले हमें Q के संबंध में यह डिफरेंशिएट करते हैं और फिर हम इसे s के संबंध में डिफरेंशिएट करें अतः कुल लागत का Q के संबंध में आंशिक रूप से विभेदन हमें देगा ∂TC ∂Q0 DQ2C0 Cc2 Q2 - 2Q2 s2Cs2Q2 0 जो कि वही है जो हमें पहले वाले मॉडल में मिला था तो यह ऐसा व्यंजक है जहां Q अंश में और साथ ही हर में दिखाई देता है तो यहाँ हमें u v विभेदन का उपयोग करने की आवश्यकता है इसलिए v वर्ग हर वर्ग में और vdu udv v2 अंश में आएगा तो हम इस C c 2 को बाहर लेते हैं इसलिए plus Cc 2 u v हमें vdu udv v square देंगे तो हम यहाँ एक Q वर्ग रखते हैं vdu इसलिए यह Q इस के विभेदीकरण है तो हमें मिलता है Q 2 है जो 2 1 हम इस Q को विभेदन करते हैं आप 1 प्राप्त करते हैं इसलिए vdu udv 2 को इस Q के विभेदन में गुना करते हैं जो 1 है तो हमारे पास है 2 यह शब्द Q केवल हर में दिखाई देता है इसलिए इसे विभेदन करना आसान है s 2 Q2 Cs 0 यह Q हमें 1 Q 2 देगा इसलिए 2 Q2 s2 C sv 0 के बराबर होगा आंशिक रूप से विभेदित करने पर इसलिए s2 s2 के रूप में रहेगा s2 Cs 0 है अब s के संदर्भ में आंशिक रूप से विभेदित करने पर dou TC dou s 0 हमें मिलेगा यह term कुछ भी योगदान नहीं करेगा क्योंकि यहाँ कोई s term नहीं है इसलिए यह एक स्थिरांक है जहां तक आंशिक व्युत्पन्न का संबंध है तो यह term कुछ भी योगदान नहीं करेगा इस term में s केवल अंश में है इसलिए यह 2 2Q2 Cc 2s2 Cs 2Q होगा डिफरेंशिएशन पर s2 हमें 2s देगा इसलिए 2s 2Q Cs 0 यह दोहरा सकता है s अंश में दिखाई देता है इसलिए 2 2Q Cc 2sCs 2Q 0 तो यह 2 और यह 2 cancel हो जाएगा जब आप इस Q को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो हमारे पास Q s Cc s Cs 0 या मुझे इसे अलग तरीके से सरल बनाने दें मैं बस इस व्यंजक को दूसरी तरफ ले जाऊंगा इसलिए Cc sCs के बराबर है इसलिए Q Cc s Cc Cs के बराबर है जिसमें से s QCc Cc Cs तो यह पहली चीज है जिसे हम प्राप्त करते हैं हमारे पास यह है अब हम इस पर वापस जाते हैं और फिर हमें s QCc Cc Cs का यहां उपयोग करना है Q का मान पाने के लिए अब हम ऐसा करेंगे अब मैं इसे 2 से गुणा करता हूं ताकि 2 Q2 cancel हो जाए इसलिए मेरे पास 2 DCo C c s2Cs 0 होगा मैं सिर्फ इसे 2 से गुणा करता हूं ताकि मेरे पास यह व्यंजक हो अब यहां मैं इस 2 Q s और 2Q sको cancel कर सकता हूं 2 Q2 Q2 हमें Q2 प्राप्त होगा इसलिए 2DCo Q2 Cc s2 Cc Cs 0 अब हम यहां से s2 के लिए स्थानापन्न करते हैं 2DCo Q2Cc s2 हो जाएगा Q2Cc2 Cc Cs 0 अब यह जाएगा और यह रहेगा अब यह सरल रूप में 2DC o हो जाएगा इसे यहाँ लें यहाँ Q2 CcCc Cs Q2Cc2 Cc Cs 0 मैं इसे यही छोड़ता हूं सिर्फ यहां तक ले रहा हूं अब 2DCo Q2 Cc2 Q2 CcCs Q2Cc2 Cc Cs 0 अब यह दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगी इसलिए 2DCo Cc Cs 0 इससे हमें प्राप्त होता है Q2 CcCs 2DCo Cc Cs इससे Q √ 2DCoCc Cs Cc Cs इसलिए जब हम इस मॉडल का उपयोग करते हैं जहां बैकऑर्डर की अनुमति है और फिर हम अभिव्यक्ति प्राप्त करते हैं बैकऑर्डर मात्रा QC Cc Cs होती है ऑर्डर की मात्रा Q 2DCoCcCs Cc Csअब हम इस s और Q को कुल लागत फ़ंक्शन में स्थानापन्न कर सकते हैं जो कि मॉडल की इष्टतम लागत और उसकी बैकऑर्डर की तुलना में कुल लागत क्या है पता लगाता है एक बैकऑर्डर मॉडल की तुलना बिना बैकऑर्डर के मॉडल के साथ करने के लिए जिसका अर्थ है मॉडल 1 और 2 के बीच समानताएं और अंतर जो हम अगले लेक्चर में देखेंगे